ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस एंड डिजाइन आगे हम एग्रीगेशन है

लेकिन एग्रीगेशन मूल रूप से 2 प्रकार का हो सकता है एक वह है जहाँ फिजिकल कंटेनमेंट है Book में Chapters हैं Chapters में Sections हैं Sections में Paragraphs हैं Paragraphs में Sentences हैं और Sentences में Words हैं तो ये सभी फिजिकल कंटेनमेंट नहीं हैं लेकिन जब आप Library और Books के बारे में बात करते हैं तो एक फिजिकल कंटेनमेंट के रूप में संदर्भित करते हैं तो अब हमारे पास एग्रीगेशन को भौतिक रूप से निहित भागों के रूप में अपने ही भीतर रखता है अतः एनकैप्सुलेशन के सिद्धांतों के द्वारा वे उस ऑब्जेक्ट के काम करने की मूल धारणा है इसलिए अब हम कुछ उदाहरणों पर गौर करेंगे यहाँ एक टेंपरेचर कंट्रोलर सिस्टम का उपयोग करता है जिसे हम TemperatureRamp कहते हैं जो बताता है कि तापमान में वृद्धि कैसे होनी चाहिए और तापमान कैसे घटना चाहिए और निश्चित रूप से इस पूरी प्रक्रिया को सक्रिय करने के लिए हमारे पास एक Heater है जिसे ज्यादा या कम किया जा सकता है इसलिए यदि हम इन पर गौर करते हैं तो यहां हम एक लिंक भेजते हुए कहता है कि यह उस तरह की प्रोफाइल है जिसे आपको शेड्यूल करने की आवश्यकता है यह एक ऐसा समय है जब तापमान बढ़ना शुरू हो जाना चाहिए यह इतना होना चाहिए अतः TemperatureController एक रिक्वेस्ट रूप में TemperatureRamp को इंफॉर्मेशन भेजता है लेकिन अगर आप Heater को देखते हैं तो Heater निश्चित रूप से TemperatureController का एक हिस्सा है यह TemperatureController का एक घटककंपोनेंट हो सकते हैं आइए हम लीव मैनेजमेंट सिस्टम में Leave ऑब्जेक्ट होगा Employee के लिए Leave है इसलिए हमारे पास Employee ऑब्जेक्ट है और अब मैं एक स्थिति का चित्रण कर रहा हूँ आपने भिन्न प्रकार की Leave का अध्ययन किया होगा जैसे कि sick leave और maternity leave इत्यादि जहां हमें विभिन्न दस्तावेजों की आवश्यकता होती है सिस्टम में Leave को प्लेस या अप्रूव कराने के लिए हमें Doctor से Certificate व मेडिकल रिपोर्ट आदि की आवश्यकता होती है इसलिए अगर हम LMS सिस्टम के इस हिस्से को देखते हैं जिसमें कुछ ऑब्जेक्ट है तब हम उम्मीद करते हैं कि वहां निश्चित रूप से एक Employee ऑब्जेक्ट होगा अब निश्चित रूप से इस मामले में Employee तय करेगा कि वह Leave के लिए आवेदन करना चाहता है या नहीं यदि Employee एक Lead या Manager है तो वह यह तय करेगा कि Leave को मंजूरी दी जानी चाहिए या नहीं इसका अर्थ यह है कि Employee ऑब्जेक्ट सिस्टम में एक ड्राइवर की तरह है तो हम तुरंत कहेंगे कि यह एक कंट्रोलर ऑब्जेक्ट हो सकती है हो सकता है एक Employee का स्वास्थ्य अच्छा नहीं है तो Doctor के पास जाता है और एक Certificate के लिए अनुरोध request करता है यदि आप Certificate को देखते हैं तो Doctor Employee की स्वास्थ्य की स्थिति के आधार पर Certificate जारी करेगा इसलिए यदि आप यहां Certificate ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो Certificate ऑब्जेक्ट Doctor से अनुरोध प्राप्त करता है कि एक निश्चित प्रकार का Certificate जारी करें इसलिए वह मुद्रित या इलेक्ट्रॉनिक रूप से हस्ताक्षरित हो सकता है तो यह सिर्फ request को पूरा करता है इसलिए हम Certificate को एक सर्वर ऑब्जेक्ट करता है तो Doctor ऑब्जेक्ट क्या है Doctor ऑब्जेक्ट एक Employee की ओर लिंक द्वारा requestCert होंगी अतः मान सकते हैं कि विभिन्न प्रकार की Leaves का एक कलेक्शन सिस्टम में होता है जिसे हम Leave Records कहते हैं Leave Records में सभी Leaves शामिल या एनकैप्सूलेंट नहीं होंगे बल्कि यह Leave ऑब्जेक्ट की रेफरेंसेस कहा जा सकता है और आप देख सकते हैं कि इस आरेख के संदर्भ में हम इस एग्रीगेशन है अब Leave में Documentation शामिल नहीं होगा यह उस का हिस्सा नहीं है लेकिन Leave Documentaion को रेफर दर्शाया गया है अब हम Documentation ऑब्जेक्ट को देखते हैं Documentation Certificates और विभिन्न reports का संग्रह है अतः Certificate ऑब्जेक्ट Documentation ऑब्जेक्ट का एक कंपोनेंट ऑब्जेक्ट है क्योंकि अगर आप भौतिक स्थिति के संदर्भ में सोचते हैं तो आपकी डॉक्यूमेंटेशन फाइल में डॉक्टर सर्टिफिकेट मेडिकल रिपोर्ट्स से संबंधित कागज फिजिकली रखे जाएंगे तो मैं यहां उन सभी रिपोर्टों को नहीं दिखा रहा हूं मैंने सिर्फ दिखाया कि Certificate Documentation एक स्ट्रांग एग्रीगेशन को फिर से संदर्भित किया था हम इस मॉड्यूल में अभी तक समझ पाए हैं कि लीव मैनेजमेंट सिस्टम करें इसलिए इस मॉड्यूल में हमने ऑब्जेक्ट रिलेशनशिप कर सकते हैं